आज का विषय है डिस्क्रीट डाटा व कंटीन्यूअस डाटा डिस्क्रीट शब्द का इस्तेमाल वहां किया जाता है जब वैल्यूज के मध्य कुछ नहीं होता वक्र के अविरल होने पर कंटीन्यूअस कहा जाता है डिस्क्रीट प्रसंग अनियमित होते हैं जबकि कंटीन्यूअस प्रसंग जैसे की ऊंचाई वजन आयु आदि को पूर्ण होने में समय की आवश्यकता होती है ऊंचाई भार आयु तापमान आदि सब कंटीन्यूअस डाटा के उदाहरण हैं डिस्क्रीट एक तरह से काटेगोरिकाल किस्म का होता है जैसे कि उदाहरण के लिए टैंक भरा हुआ या खाली है जबकि कंटीन्यूअस का उदाहरण होगा की टैंक का आयतन कितना है जैसे ऊंचाई ज्यादा या कम हो सकती है परंतु ऊंचाई कभी भी ज्यादा और कम के मध्य नहीं हो सकती जैसे मैं लंबाई के लिए कह सकता हूं बड़ा बहुत बड़ा मध्यम छोटा बहुत छोटा यह पांच वर्ग हैं जो कि सभी डिस्क्रीट का उदाहरण है यहां पर कैटेगोरीकल चर डिस्क्रीट है इसी प्रकार मैं भार के लिए कह सकता हूं अधिक भारी पर्याप्त भारी मध्यम भारी या कम भारी इस प्रकार भार के हम पांच वर्ग निर्मित कर सकते हैं डिस्क्रीट प्रसंग में हमें बड़ा अध्ययन करना जरूरी है गीत सिमुलेशन द्वारा किया जा सकता है जिसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में चर के माध्यम से समझेंगे डिस्क्रीट प्रसंग सिमुलेशन में यदि प्रसंग डिस्क्रीट है तो यह जरूरी नहीं कि वह किसी विशिष्ट समय पर ही होगा बल्कि वह किसी भी समय हो सकता है इसलिए डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस डाटा में डिस्क्रीट डाटा एक विशेष वैल्यू होती है ऐसी बहुत सी संभावित वैल्यूज हो सकती हैं किंतु डिस्क्रीट बींस में जैसा कि हम देख सकते हैं यहां कहीं पर भी ग्रे रंग का क्षेत्र नहीं है और ना ही इनके बीच कोई संपर्क है जैसा कि यहां पर इन दो प्रसंगों या इन दो वैल्यूज में डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस दोनों ही एक दूसरे के संपर्क में नजर आती हैं डिस्क्रीट डाटा संख्यात्मक हो सकता है जैसे कि सेबों की संख्या एक उद्योग में बनाई गई वस्तुओं की संख्या आदि किसी विशिष्ट वेल्डिंग में कितने डिफेक्ट हैं किसी तैयार वस्तु में कितने डिफेक्ट हैं कितने उपभोक्ताओं ने इन वस्तुओं को लेने से इनकार किया है इन सभी संख्याओं को डिस्क्रीट संख्याएं कहा जा सकता है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां हम उपभोक्ता संख्या 5 और उपभोक्ता संख्या 4 जिन्होंने इस वस्तु को लेने से इनकार किया है उनके बीच संपर्क नहीं स्थापित कर सकते हैं इसलिए यह जानकारी डिस्क्रीट है डिस्क्रीट का अर्थ है वैल्यूज के मध्य कोई अंतराल या स्थान है कंटीन्यूअस डाटा में हम अनुक्रम में हुई कटौती पर गिरते हुए देखते हैं अगर मैं देखता हूं कि डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस डाटा की वैल्यू को तो हमें यह पता चलता है की कंटीन्यूअस डाटा वैल्यू को मापा जा सकता है जबकि डिस्क्रीट वैल्यू को मापा नहीं जा सकता पर यह भी है कि हम डिस्क्रीट प्रसंगों की संख्याओं को गिन सकते हैं तो हम इनको गिन सकते हैं परंतु माप नहीं सकते

अगर डाटा डिस्क्रीट है तो विभिन्न रेखाओं में से किन्ही भी दो रेखाओं को हम नहीं जोड़ सकते हैं जैसे कि रेखा दो और रेखा 3 मे हम संपर्क स्थापित नहीं कर सकते इसी तरह कंटीन्यूअस डाटा में हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं I जीने जोड़ना तर्कपूर्ण एवं उद्देश्य नहीं होता हां कंटीन्यूअस डाटा में वैल्यू को जोड़ा जरूर जा सकता है ऐसा तर्कपूर्ण क्यों नहीं है क्या आप सोच सकते हैं डिस्क्रीट डाटा में हम संपर्क क्यों स्थापित नहीं कर सकते और ऐसा करना सही क्यों नहीं माना जाता जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां इस नीली रेखा के मध्य कुछ नहीं है अगर मैं कहीं यहां पर इशारा करता हूं जैसे कि इन बिंदुओं पर 1 23456 और 7 तो इनके बीच कुछ भी 15 मौजूद नहीं है अर्थात डिस्क्रीट डाटा मे स्थान कोई मतलब नहीं है ऐसे ही अगर कंटीन्यूअस डाटा में कुछ पॉइंट्स हैं जैसे 123456 और 7 और अगर मैं एक बिंदु जिसे हम लंबाई मान सकते हैं लेता हूं और इससे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और फिर से 4 सेंटीमीटर लंबाई देता हूं जितनी भी यह संख्याएं नीले रंग में लिखी हैं यह सब नॉमिनल स्केल हैं यह सिर्फ रीडिंग के लिए संख्याएं हैं और इनकी रीडिंग्स को हम नाम दे सकते हैं रीडिंग 1 रीडिंग दो रीडिंग 3 रीडिंग 4 रीडिंग 5 रीडिंग 7 व रीडिंग साथ अब मैं जामुनी रंग से इन वैल्यू स्कोर यहां बता रहा हूं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर नीले रंग में लिखी संख्याएं वास्तविक डाटा हैं जबकि जामुनी रंग में लिखी संख्याएं वस्तुओं की कुल संख्या आए हैं इसलिए यहां ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम 15 से दर्शाएं और कहें कि यह वस्तु की संख्या है I जैसे कि अगर मैं कहूं मेरे पास 15 उपभोक्ता हैं या 167 उपभोक्ता हैं तो ऐसा संभव नहीं हो सकता मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एक उपभोक्ता है या दो उपभोक्ता है या मेरे पास एक कामगार है या दो कामगार हैं आदि तो इसका मतलब इन के बीच में कुछ नहीं होता और हम इन्हें जोड़ भी नहीं सकते इसीलिए बार ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है यहां हिस्टोग्राम का इस्तेमाल वास्तव में संपर्क बनाता है जैसे मान लेते हैं की एक और दो के मध्य 15 सेंटीमीटर है जिसका कुछ न कुछ अर्थ है इस प्रकार मैंने आपको डिस्क्रीट एवं कंटीन्यूअस डाटा के बीच का अंतर स्पष्ट किया है हमें इन दोनों ही प्रकार के डाटा के साथ काम करना होता है जब हम क्वालिटी कंट्रोल के बारे में चर्चा करेंगे तो हम विभिन्न प्रकार के डिफेक्ट्स को भी अपनी चर्चा में शामिल करेंगे क्वालिटी कंट्रोल के दौरान हम डिस्क्रीट डाटा का भी इस्तेमाल करेंगे तथा अगली कक्षा में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझेंगे चलिए आगे बढ़ते हुए प्रोबेबिलिटी को समझते हैं प्रोबेबिलिटी गणित के उस विषय को कहते हैं जिसमें हम संभावना के बारे में जानते हैं प्रोबेबिलिटी सरल शब्दों में किसी भी कार्य के होने की संभावना होती है जैसे अगर मैं एक सिक्का उछालता हूं तो हेड के आने की संभावना 05 और टेल के आने की संभावना 05 होगी इसी प्रकार एक पासे को फेंकने पर जो संभावनाएं बनती हैं वह इस प्रकार हैं 12345 और 6 ऐसे ही हम परमोटेशन व कंबीनेशन का इस्तेमाल करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी हमें वास्तविक संसार में मेजरमेंट की संभावनाएं दर्शाने और उनके आए परिणामों में होते बदलावों को समझने में कारगर होती हैं हम स्टैटिसटिक्स में प्रोबेबिलिटी की मदद से डिस्ट्रीब्यूशन जोकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पर निर्भर करता है निकाल पाएंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक प्रकार की भाषा है परिणामों का इस्तेमाल कर डाटा को संरचित और संगठित कर सकते हैं डाटा इस्तेमाल करने से पहले असंगठित होता है उसमें से काम योग्य जानकारी निकालने के लिए हमें उसे संगठित करना पड़ता है और इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारी मदद करता है यह वास्तव में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वास्तविक संसार की मेजरमेंट को सटीक से कुछ कम अनुमानित कर सकता है जैसे कि मैंने पहले भी कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में आप से चर्चा की थी जो कि एक वास्तविक संसार की मेजरमेंट का उदाहरण है जिसमें हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल 95 90 99 आदि लिए थे जब हम सिमुलेशन की बात करते हैं तो हम वास्तविक संसार की परिस्थितियों की नकल करते हैं और इसके द्वारा प्राप्त परिणाम कभी भी पूर्णता सटीक नहीं हो सकते हम यह कह सकते हैं की यह सटीक से कुछ कम हो सकते हैं संभावना एक प्रकार से किसी चीज का पूर्वानुमान होता है जैसे कि किसी सैंपल को देखकर हम यह अनुमान लगाते हैं कि उस पूरे लोट में क्या सैंपल की तरह ही परिणाम मिलते हैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिसटिक्स दोनों ही विषय एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं कुछ स्टैटिसटिक्स के भागों में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं तो यहां से हम एक आधार बना रहे हैं कि कैसे विभिन्न मेज़रमेंट के स्रोत डाटा इकट्ठा करने संगठित करने और ऑब्सेर्वबलै वेरिएशन में सहायक होते हैं तो हम ऑब्सेर्वबलै वेरिएशन को वास्तव में स्टैटिसटिक्स के प्रोबेबिलिटी वाले विषय से निकाल सकते हैं और यह मेजरमेंट में आई भिन्नता और डाटा कलेक्शन दोनों ही संगठित होंगे मैं इस तरह से भी बात कर सकता हूं की महत्वपूर्ण स्रोतों को निर्धारित करने के लिए आब्जरेवेबल वेरिएशन को मेज़रमेंट एरर के लिए विघटित करना पड़ता है मेज़रमेंट में प्रोबेबिलिटी को विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कि एम्पिरिकल वेरिएशन में अथवा अनसर्टेंटी मे अनसर्टेंटी और वेरिएशन दोंनो में ही प्रोबेबिलिटी का उपयोग किया जा सकता है हम मेज़रमेंट को दो भागों हाई लेवल व लो लेवल मॉडलिंग में बांट सकते हैं लो लेवल मॉडलिंग वास्तव में मेजरमेंट को निकालने की प्रोबेबिलिटी ही है अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तथा इनके ग्राफ अगले बार अगली कक्षा में चर्चा में लाएंगे